मैं आपको VLSI फिजिकल डिज़ाइन के इस MOOC कोर्स में आपका स्वागत करता हूँ पहले मॉड्यूल में जो हम अभी शुरू कर रहे हैं हम वीएलएसआई भौतिक डिजाइन स्वचालन पर कुछ बुनियादी अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे इसलिए इस पहले व्याख्यान में हम कुछ परिचयात्मक विषयों को देख रहे हैं मैं सबसे पहले इस कोर्स के रफ कवरेज के बारे में बात करना चाहूंगा इसलिए जैसा कि आप पहले मॉड्यूल में देख सकते हैं कि हम कुछ परिचयात्मक अवधारणाओं के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम आपको वीएलएसआई डिजाइन चक्र में भौतिक डिजाइन स्वचालन की आवश्यकता और महत्व के बारे में प्रेरित करने का प्रयास करेंगे फिर क्रमिक मॉड्यूल में हम इस भौतिक डिजाइन स्वचालन चरण में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटकों या चरणों को देख रहे हैं उदाहरण के लिए दूसरे मॉड्यूल में हम फ्लोर प्लानिंग और प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे और जैसा कि हम देखेंगे कि इस चरण में डिजाइन का विभाजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है मॉड्यूल 3 में रूटिंग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेगा इसलिए यहां हम देखेंगे कि डिजाइनिंग चक्र में कई अलग अलग प्रकार और रूटिंग अल्गोरिथ्म्स और रूटिंग समस्याएं शामिल हैं फिर अगले दो मॉड्यूल में हम आधुनिक समय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय VLSI डिजाइन अर्थात् स्थिर समय विश्लेषण को देख रहे हैं इसलिए यहां हम विभिन्न समयबाह्य मुद्दों और विभिन्न तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें आप सर्किट के डिजाइन के प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं मॉड्यूल छह सिग्नल अखंडता और क्रॉस टॉक के बारे में बात करेगा जो आपस में संबंधित हैं फिर हम विभिन्न क्लॉकिंग मुद्दों पर चर्चा करेंगे और विशेष रूप से क्लॉक नेट्स को कैसे रूट किया जाता है जिसे कभी कभी क्लॉक ट्री कहा जाता है फिर अगले दो मॉड्यूल में हम सर्किट में बिजली की कटौती के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करेंगे फिर अंतिम दो मॉड्यूल में हम चिप बनने से पूर्व के नॉइज़ एनालिसिस लेआउट कम्पैशन साइन ऑफ के साथ भौतिक सत्यापन पर विचार करेंगे I इसलिए अनिवार्य रूप से हम इस पाठ्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं कि व्यवहार विनिर्देश से शुरू होकर हम किसी न किसी रूप में सर्किट नेट सूची में आ सकते हैं और नेट सूची से वे कौन से अलग अलग चरण हैं जिनका हमें अंत में सबसे निचले स्तर पर भौतिक लेआउट में आने के लिए पालन करने की आवश्यकता है इसलिए इस पाठ्यक्रम के दौरान हम मूल रूप से विभिन्न पहलुओं और प्रक्रिया में पुन उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के बारे में बात करेंगे अब पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम डिजिटल डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं और हम भौतिक डिजाइन स्वचालन के बारे में बात कर रहे हैं तो डिजिटल डिजाइन का मतलब है जैसा कि आप जानते हैं कि हम केवल सर्किट और सब सिस्टम्स पर विचार कर रहे हैं जो डिजिटल सिग्नल पर काम करते हैं आप इस विषय को डिजिटल डिजाइन कह सकते हैं लेकिन जैसा कि आप एक आधुनिक व्यवस्थित चिप को जानते हैं उदाहरण के लिए हम अपना मोबाइल फोन लेते हैं तो इस मोबाइल फोन में हमारे पास कुछ VLSI चिप है जिसमें न केवल डिजिटल सब सिस्टम या सर्किट घटक हैं बल्कि एकल सिलिकॉन पैकेज में एम्बेडेड अन्य एनालॉग और संचार सर्किटरी भी हैं तो हम उन्हें मिक्स सिग्नल डिजिटल और एनालॉग संयुक्त प्रकार के आईसी कहते हैं इसलिए हम जिन भी चर्चाओं और अवधारणाओं के बारे में बात कर रहे हैं वे न केवल डिजिटल सर्किट पर लागू होंगी बल्कि इस तरह के मिक्स सिग्नल और एनालॉग सर्किट पर भी लागू होंगी और भौतिक डिजाइन स्वचालन जैसा कि मैंने उल्लेख किया था इसमें मूल रूप से अलग अलग मध्यवर्ती चरण होते हैं जिन्हें किसी दिए गए सर्किट नेट सूची को अंतिम लेआउट में अनुवाद करने की आवश्यकता होती है जिसे चिप के अंतिम निर्माण के लिए दिया जा सकता है यह भौतिक डिजाइन स्वचालन का दायरा है और यह उन चर्चाओं का दायरा है जिनसे हमें इस पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में सम्मिलित करने की उम्मीद है तो आइए हम संक्षेप में डिजिटल डिज़ाइन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सर्किट की जटिलता प्रतिवर्ष बहुत तेजी से बढ़ रही हैजोकि मुख्य रूप से अर्धचालक और निर्माण प्रौद्योगिकियों में सुधार के कारण है इसलिए 70 और 80 के दशक की शुरुआत में हम 5 माइक्रोन तकनीक और इसी तरह की चीजों के बारे में बात करते थे लेकिन आज हम Deep Sub Micron प्रौद्योगिकी के समय में हैं यहां हाल ही में 14 नैनोमीटर फीचर साइज वाले डिवाइस पहले ही बाजार में आ चुके हैं इसलिए हम सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में शानदार वृद्धि देख रहे हैं और जिसके कारण से हम एक सर्किट या एक चिप में अधिक से अधिक उपकरणों को पैक करने में सक्षम हैं तो डिजिटल डिजाइन प्रक्रिया में हम न केवल सर्किट के बढ़े हुए आकार को देख रहे हैं बल्कि इसमें सर्किट कीजटिलता भी शामिल है इसका क्या मतलब है आप देखते हैं 100 गेट के साथ एक सर्किट को संभालना और 1 मिलियन या 1 बिलियन गेट के साथ एक सर्किट को संभालना बिल्कुल अलग अलग बात है और आपस में समान नहीं हैं हमें इन सर्किटों के बड़े आकारको संभालने के लिए बहुत अधिक प्रयास बहुत अधिक परिष्कृत उपकरणों प्रौद्योगिकियों और तकनीकों की आवश्यकता है पहले सर्किट छोटे थे कुछ कदम हम मैन्युअल रूप से कर सकते थे लेकिन आज की दुनिया के मैनुअल डिजाइन और मैन्युअल में आप यह कह सकते हैं कि यह विश्लेषण लगभग खारिज कर दिया गया है यह सर्किट बहुत बड़ा बड़े हो सकते हैं यहां तक कि आप यह भी कह सकते हैं मेरा मतलब है यह मुश्किल है कि एक मैनुअल फैशन में इस कदम को करने के बारे में भी सोचें क्योंकि इसमें बहुत साधारण सा हिस्सा करने में भी सालों लग जाएंगे इसलिए जैसा कि मैंने कहा निर्माण तकनीकों में सुधार हुआ है और सर्किट के बढ़ते आकार और जटिलता के कारण वर्तमान समय के संदर्भ में कंप्यूटर एडेड डिजाइन या स्वचालन उपकरण अत्यंत आवश्यक हो गए हैं लेकिन मुद्दा यह है कि यदि आप बाजार में उपलब्ध CAD टूल्स को देखें तो आप पाएंगे कि ऐसे कई उपलब्ध उपकरण हैं तो एक सवाल जो स्वाभाविक रूप से ध्यान में आएगा मुझे अपने डिजाइन के लिए कौन सा उपकरण चुनना चाहिए तो निश्चित रूप से जिस तरह का उपकरण आप अपने डिजाइन में चुन रहे हैं वह कारकों की संख्या पर निर्भर हो सकता है लागत सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक हो सकती है इसलिए जैसा कि मैंने कहा निर्माण तकनीकों में सुधार हुआ है और सर्किट के बढ़ते आकार और जटिलता के कारण वर्तमान समय के संदर्भ में कंप्यूटर एडेड डिजाइन या स्वचालन उपकरण अत्यंत आवश्यक हो गए हैं लेकिन मुद्दा यह है कि यदि आप बाजार में उपलब्ध CAD उपकरणों पर गौर करते हैं तो आप पाएंगे कि ऐसे कई उपलब्ध उपकरण हैं कुछ टूल्स हालांकि विकल्पों में से सबसे सबसे अच्छे नहीं भी हो सकता है लेकिन इनकी लागत आपके लिए सस्ती हो सकती है कुछ लोग टूल्स के चुनाव में किसी तरह का मिक्स एंड मैच भी करते हैं मुझे एक उदाहरण देने दें हमारे कॉलेज में एक शोध समूह है जो वास्तव में VLSI डिजिटल डिजाइन Digital Design प्रक्रिया डिजाइन फ्लो को पूरा करता है इसे दो भागों का संयोजन कहा जाता है उच्च स्तर वाला हिस्सा जिसे फ्रंट एंड डिज़ाइन कहा जाता है जो Synopsys उपलब्ध CAD टूल्स है और काफी प्रसिद्ध है और बाद का हिस्सा जिसे बैक एंड डिज़ाइन या भौतिक डिज़ाइन कहा जाता है जिसे केडेन्स सीएडी टूल्स का उपयोग करके किया जाता है इसलिए जैसा कि आप सुविधा और तरीके के आधार पर देख सकते हैं मेरा मतलब है आप टूल्स का उपयोग करने में सक्षम हैं आपके पास एक मिक्स और मैच हो सकता है तो आप इस मामले में उदाहरण के लिए दोनों में से जो सर्वश्रेष्ठ हो ले सकते हैं इसलिए जैसा कि मैंने बताया था कि वर्तमान प्रवृत्ति डिजाइन फ्लो को मानकीकृत करने के लिए है डिजाइन फ्लो का मतलब है कि मैं कौन से उपकरण का उपयोग कर रहा हूं जैसा कि मैंने कहा था हमारे मामले में हम पहले कुछ चरणों में Synopsys और बाद के चरणों में Cadence का उपयोग करेंगे और निश्चित रूप से बैटरी संचालित उपकरणों और विभिन्न मोबाइल कंप्यूटिंग प्लेटफार्मों पर बढ़ते जोर के साथ बेहतर और ज्यादा खूबियों के साथ कम बिजली उपयोग करने वाले डिजाइन के उपकरणों पर और अधिक जोर दिया जा दिया गया है तो आइए हम इन दो तस्वीरों को देखें तो आपको एक बहुत ही मोटा विचार मिलेगा बाय ओर की तस्वीर 1961 में निर्मित पहले आईसी में से एक को दिखाती है इस आईसी में केवल कुछ ट्रांसिस्टर्स शामिल थे लेकिन इसके विपरीत आप इस तस्वीर को दाईं ओर देखते हैं यह Intel Nehalem Quad Core प्रोसेसर है जिसमें 1 बिलियन से अधिक ट्रांजिस्टर होते हैं आप वर्षों में हुए विशाल परिवर्तन को देख सकते हैं और यहां हमारे पास एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है आप इसे अनुभवजन्य नियम या कानून कह सकते हैं जिसने हमें दशकों से संचालित किया है 1970 के दशक में या इससे पहले भी गॉर्डन मूर नेसर्किट के बारे में भविष्यवाणी की थीकी सर्किट डिजाइन और निर्माण तकनीक वर्षों वर्ष विकसित विकसित होगी उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वह यह थी कि हर अठारह महीनों में ट्रांजिस्टर की संख्या जिसे आप एकल इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर पैक कर सकते हैं दोगुना हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वर्षों वर्ष इसमें मे एक प्रकार की घातीय वृद्धि होगी शुरू में लोगों ने सोचा कि कम से कम कुछ वर्षों तक हम इस घातीय वृद्धि को बनाए रखने में सक्षम होंगे लेकिनसमय के साथ यह कम होती जाएगी आप इसे लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते लेकिन आश्चर्यजनक घटनाक्रम के रूप में अर्धचालक प्रौद्योगिकी बल्कि सिस्टम आर्किटेक्चर में सुधार के कारण हम चिप्स मल्टी कोर आर्किटेक्चर का निर्माण कर रहे हैं हम वर्षों से आज तक इस घातीय वृद्धि को बनाए रखने में सक्षम हैं तो यह स्लाइड में आप देखते हैं y अक्ष पर आप एक घातीय पैमाने में ट्रांजिस्टर की संख्या देखते हैं एक्स अक्ष के आसपास आप 1970 से 2015 तक के वर्षों को देखते हैं जो यहां दिखाया गया है तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि यहां पहला माइक्रोप्रोसेसर जो बाजार में आया था वह यहां 4004 से नवीनतम Sandy Bridge और Ivy रेफर टाइम 1320 माइक्रोप्रोसेसर मल्टी कोर सिस्टम जो इंटेल है के साथ आ रहा तो ज्यादातर आप भविष्यवाणी करते हैं कि यह वक्र एक सीधी रेखा होगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह सीधी रेखा व्यवहार अभी भी बनाए रखा जा रहा है इसलिए विकास में इस घातीय वृद्धि के कारण एक बात आप आसानी से देख सकते हैं कि डिजाइन जटिलता भी तेजी से बढ़ रही है जिसका अर्थ है स्वचालित कंप्यूटर एडेड डिजाइन टूल्स आवश्यक हैं यह एक वैकल्पिक नहीं है मेरा मतलब है यह अब वैकल्पिक बात नहीं है तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है आपको ऐसे टूल्स का उपयोग करना होगा और निश्चित रूप से आपको डिजाइन की जटिलता को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए कुछ अच्छी तरह से परिभाषित डिजाइन फ्लो Design Flow का पालन करना होगा अब मैंने कहा था कि समय के साथ आकार में सर्किट की जटिलता आकार में कम हो गई है तो मैं बहुत जल्दी स्लाइड दिखाऊंगा आप तस्वीरें देख सकते हैं इसलिए बाईं ओर मैंने दिखाया है कि क्लासिकल CMOS ट्रांजिस्टर में NMOS CMOS गेट वास्तव में NMOS ट्रांजिस्टर और एक PMOS ट्रांजिस्टर होते हैं तो वे एक ही सिलिकॉन सब्सट्रेट पर रखी गई हैं तो इस Classical CMOS तरह के डिजाइन के साथ यहां हम 22 नैनोमीटर प्रौद्योगिकी जैसे छोटे रूप तक विकास को बनाए रखने में सक्षम हैं लेकिन आज हमारे पास इस MOS ट्रांजिस्टर के निर्माण के नए तरीके हैं सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक FinFET कहा जाता है जहां ट्रांजिस्टर पंख की तरह दिखते हैं उन्हें एक सपाट फैशन में नहीं रखा जाता है उन्हें पंख के रूप में रखा जाता है जिसे बनाने के लिए बहुत छोटे क्षेत्र की आवश्यकता होती है तो FinFET बहुत छोटे फीचर आकारों में नीचे जा सकता है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि FinFET डिजाइन रिपोर्ट किए गए हैं जो 14 नैनोमीटर तक नीचे चला गया है और हाल ही में क्वालकॉम के कुछ संचार चिप्स के बारे में बताया गया है उन्होंने FinFET 14 नैनोमीटर तकनीक का इस्तेमाल किया है भविष्य को देखते हुए हम वास्तव में नहीं जानते कि क्या क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे लिए एक विकल्प हो सकता है यह केवल समय बता सकता है संदर्भ समय 1600 लेकिन निश्चित रूप से कई शोधकर्ता इस दिशा में चल रहे हैं इसलिए हम आशा करते हैं कि हम निकट भविष्य में कुछ बहुत दिलचस्प देखेंगे आइए अब हम डिज़ाइन फ्लो के बारे में बात करते हैं अब जैसा कि मैंने कहा कि डिज़ाइन फ्लो अनिवार्य रूप से कुछ मानकीकृत डिज़ाइन प्रक्रिया है जहाँ आप निर्धारित चरणों के कुछ सेटों का उपयोग करेंगे जो कि दिए गए डिज़ाइन को अंतिम गढ़े हुए चिप में अनुवाद करने के लिए आपके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले हैं के लिए लक्ष्यीकरण अब इस डिज़ाइन फ्लो में कई चरण हैं यह केवल एक कदम नहीं है जो स्वचालित है बड़ी संख्या में मध्यवर्ती चरण हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ किया गया है आप आमतौर पर एक सिस्टम के इस विनिर्देश से शुरू करते हैं कि आपका सिस्टम क्या करने वाला है अगले चरण में आप संश्लेषण के लिए जाते हैं संश्लेषण का अर्थ है कि आप अपने इस विनिर्देशन को किसी प्रकार की सर्किट नेट सूची में अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं अब फिर से यह संश्लेषण एक कदम में नहीं हो सकता है संश्लेषण के कई स्तर हो सकते हैं जो आप बाद में बहुत कम समय में देखेंगे फिर यह सत्यापित करने के लिए कि क्या संश्लेषण प्रक्रिया सही है हम आमतौर पर यह सत्यापित करने के लिए सिमुलेशन का उपयोग करते हैं कि क्या हमारे पास जो सर्किट नेट सूची है वो मूल विनिर्देश के अनुसार उसी तरह व्यवहार कर रही है फिर अंत में हम लेआउट पर जाते हैं जो अब निर्माण के लिए तैयार है लेकिन निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में हम परीक्षण क्षमता विश्लेषण भी करते हैं क्योंकि हम जो भी डिजाइन करते हैं उसमें विनिर्माण दोष हो सकते हैं और निर्माण के बाद प्रत्येक और हर उपकरण को बाजार में जाने से पहले विस्तृत परीक्षण के अधीन होना चाहिए तो और कई अन्य चरण हैं यह एक बहुत ही सरलीकृत डिजाइन फ्लो है इनमें से कुछ चरणों को दिखाया गया है और जैसा कि मैंने कहा कि हमें कंप्यूटर एडेड डिजाइन टूल का उपयोग करना चाहिए और आइए हम देखें कि ये टूल आमतौर पर कैसे काम करते हैं इन उपकरणों के इनपुट और आउटपुट अब काफी मानकीकृत हो गए हैं जिससे आप कह सकते हैं कि एक से अधिक संख्या में टूल को इंटरप्रेट करें क्योंकि वे एक ही इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट पर काम करते हैं इसलिए हम आम तौर पर एक विवरण भाषा के संदर्भ में अपना विनिर्देश देते हैं जिसे आप हार्डवेयर विवरण भाषा या HDL कहते हैं तो यह कंप्यूटर एडेड डिजाइन टूल हार्डवेयर विवरण भाषाओं पर आधारित हैं यह HDL डिजाइन फ्लो के विभिन्न चरणों में इनपुट आउटपुट को प्रदर्शित करती है CAD Tool अपने इनपुट को जोकि HDL फॉर्मेट में है को HDL फॉर्मेट के ही आउटपुट में बदल देगा जिसमें हार्डवेयर की और विस्तृत जानकारी होगी जैसे कुछ उदाहरण यहाँ हैं आप बिहेवियरल लेवल स्पेसिफिकेशन को रजिस्टर लेबल स्पेसिफिकेशन में बदल सकते हैं तो रजिस्टर लेबल स्पेसिफिकेशन क्या है रजिस्टर लेबल स्पेसिफिकेशन का मतलब एक प्रकार की सर्किट नेट सूची है जिसमें घटक या मॉड्यूल शामिल होते हैं जैसे कि बसेस रजिस्टर अड्डेर मल्टीप्लायर मल्टीप्लेक्सेरस ब्लॉक के कुछ बड़े कार्यात्मक मॉड्यूल इसे रजिस्टर ट्रांसफर लेवल स्पेसिफिकेशन कहा जाता है अबअब आप फिर से इस RTL या रजिस्टर ट्रांसफर स्पेसिफिकेशन को गेट लेवल स्पेसिफिकेशन में अनुवाद कर सकते हैं जहां आप लॉजिक गेट्स और फ्लिप फ्लॉप्स में सब कुछ अनुवाद कर सकते हैं और अंतिम चरण में यह गेट लेवल स्पेसिफिकेशन अंतिम ट्रांजिस्टर लेवल स्पेसिफिकेशन विनिर्देश के लिए अनुवादित हो सकता है जिसे कभी कभी भौतिक डिजाइन कहा जाता है अब हार्डवेयर विवरण भाषाओं की बात करते हुए आमतौर पर अधिकांश लोग दो भाषाओं Verilog और VHDL में से एक का उपयोग करते हैं बेशक चुनाव डिजाइनर पर निर्भर है या उस व्यक्ति पर जो इसका उपयोग करता है ये दोनों भाषाएँ समान रूप से सक्षम हैं उनका उपयोग किसी भी डिज़ाइन किसी भी सर्किट को मॉडल करने के लिए किया जा सकता है और संश्लेषण प्रवाह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है CAD टूल्स के साथ डिजाइन फ्लो में इसलिए जैसा कि मैंने कहा था कि डिज़ाइन आमतौर पर इन भाषाओं का उपयोग करके बनाई जाती हैं जो समय बढ़ने के साथ उच्च स्तर के अब्स्ट्रक्शन से निम्न स्तर के अब्स्ट्रक्शन में परिवर्तित हो सकती हैं तो यह आरेख आपको डिजाइन फ्लो का एक सरल दृष्टिकोण देता है सरलीकृत का मतलब है कि मैं इसमें शामिल सभी चरणों को नहीं दिखा रहा हूं तो मैं क्या दिखा रहा हूं मैं कुछ कदम दिखा रहा हूं जो एक डिजाइन की विचार से शुरू होता है आप पहले व्यवहार डिजाइन तैयार करते हैं जहां आप अपने विचार को flow graphs और pseudo codes के संदर्भ में मॉडल करते हैं मैं कुछ उदाहरण दूंगा फिर आप डेटा पथ डिजाइन के लिए जाते हैं जहां आप अपने डिजाइन को एक रजिस्टर ट्रांसफर लेवल आर्किटेक्चर में अनुवाद करते हैं बस रजिस्टर अड्डेर आदि फिर आप एक लॉजिक डिज़ाइन के लिए जाते हैं जहाँ आप उन्हें Gates या Flip flops में अनुवाद करेंगे फिर आप भौतिक डिज़ाइन में जाते हैं जहाँ आप इनका अनुवाद अंतिम ट्रांजिस्टर लेवल के लेआउट में करते हैं जो अब निर्माण या निर्माण के लिए तैयार है इसलिए एक बार जब आप निर्माण कर लेते हैं तो आप अंततः अपने चिप्स प्राप्त कर सकते हैं जिसके उपयोग से आप अपने सर्किट बोर्ड बना सकते हैं अब हम संक्षेप में इन चरणों में से कुछ को देखते हैं कि यह कैसे काम करता है संदर्भ समय २३०४ आइए हम behavioral design कहते हैं यह क्या करता है मुझे केवल एक उदाहरण लेने की कोशिश करने दें मान लीजिए मुझे कुछ ऑपरेशन करना है कहना है इसलिए मैं दो संख्याओं b और सc को गुणा कर रहा हूं और मैं इसे d में जोड़ देता हूं इसलिए यह निर्दिष्ट करने का एक तरीका है कि मैं क्या करना चाहता हूं लेकिन जब मैं behavioral level representation के बारे में बात करता हूं तो इसी विनिर्देश मैं इसे एक flow graph में अनुवाद कर सकता हूं जो इस तरह दिख सकता है इस गुणन को b और c के साथ इनपुट के रूप में किया जाता है और एक और अतिरिक्त कदम होगा जहां यह आएगा और डी भी आएगा और अंत में आपको a मिलेगा यह एक उदाहरण है मान लीजिए मेरे पास इस तरह का एक उदाहरण हो सकता है अगर कुछ शर्त a सही है तो आप कुछ चरण या चरणों के सेट को S1 प्राप्त करते हैं या S2 प्राप्त करते हैं इसे फिर से किसी प्रकार के डेटा फ्लो ग्राफ में अनुवादित किया जा सकता है जिसे इस तरह से मॉडल किया जा सकता है तो आप हालत की जाँच करें यदि यह सच है तो आप S1 के लिए जाते हैं यदि यह गलत है तो आप S2 के लिए जाते हैं इसलिए मैं अनिवार्य रूप से यहां जो कहना चाहता हूं वह यह है कि Verilog या VHDL में किसी भी उच्च स्तरीय विवरण को देखते हुए पहला कदम उन language constructs को डेटा फ्लो Data flow ग्राफ़ में अनुवाद करना होगा जिनका अनुवाद किया जा सकता है आप कह सकते हैं डेटा पाथ और कॉन्ट्रोल पाथ डिजाइन के अगले स्तरों के लिए अब इस आरेख में आप देखते हैं कि आपका अगला चरण आपका डेटा पाथ डिज़ाइन है जहाँ आप बस या रजिस्टर लेवल के संरचनामें आते हैं आइए देखते हैं कि यह रजिस्टर लेवल संरचना कैसी दिखती है और यहां मैं एक उदाहरण फिर से दे रहा हूं मान लीजिए कि मेरे पास एक रजिस्टर R1 है जो कुछ डेटा रखता है तो इस स्तर पर हम variables के बारे में बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हम हार्डवेयर रजिस्टरों के बारे में बात कर रहे हैं फिर हम मल्टीप्लायर के बारे में बात करते हैं यह मल्टीप्लायर सर्किट है तो यह R1 और R2 से इनपुट ले सकता है इस मल्टीप्लायर का आउटपुट R3 कहे जाने वाले अन्य रजिस्टर में जा सकता है फिर हमारे पास एक अड्डेर हो सकता है तो इसका एक इनपुट R3 से आ सकता है और दूसरा एक अन्य R4 से आता है और इस अड्डेर के आउटपुट को मान लीजिए मैं रजिस्टर आर 2 में वापस स्टोर करना चाहता हूं फिर मेरे पास इस तरह का कनेक्शन होगा इसलिए यह एक तरीका है जिसमें हम उस ऑपरेशन को लागू कर सकते हैं जैसा कि मेरे पास था उल्लेख किया b×cd जहाँ b को यहाँ संग्रहीत किया जाएगा प्रारंभ में c को यहाँ संग्रहीत किया जाएगा वे गुणा हो जाएंगे फिर d के साथ जोड़ा जाएगा और परिणाम a में संग्रहीत किया जाएगा जो फिर से यहां संग्रहीत किया जाएगा मैं इस रजिस्टर में a स्टोर करूंगा तो यह एक रजिस्टर स्तर डिजाइन का एक उदाहरण है अगले चरण में हम गेट लेवल डिज़ाइन पर आएंगे गेट लेवल के डिजाइन आप पहले से ही जानते हैं कि आपके पास गेट्स या फ्लिप फ्लॉप कहां हो सकते हैं मुझे गेट स्तरीय डिज़ाइन का एक बहुत ही सरल उदाहरण लेना है हम कहते हैं कि मेरे पास कुछ Gate हैं फिर मेरे पास कुछ फ्लिप फ्लॉप भी हो सकते हैं हम कहते हैं कि मेरे पास आउटपुट Q के साथ D फ्लिप फ्लॉप है आउटपुट यहां आ सकता है आइए हम बताते हैं तो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक करने के लिए एक क्लॉक इनपुट होगा तो गेट स्तर का डिज़ाइन इस तरह दिखेगा तो रजिस्टर स्तर घटकों में से प्रत्येक जैसे रजिस्टर मल्टीप्लेक्सर्स अडडेर्स वे हमें इस तरह से गेट स्तर के डिजाइन में अनुवादित होंगे और अंत में इस गेट स्तर के डिजाइन से इस गेट्स और फ्लिप फ्लॉप में से प्रत्येक को समान ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंटेशन में अनुवादित किया जा सकता है उदाहरण के लिए यह NAND यह NAND इस समतुल्य CMOS गेट में अनुवादित हो सकता है ये दो एन टाइप ट्रांजिस्टर हैं जो कहते हैं कि a और b इनपुट हैं यह पी प्रकार होगा यह भी a है यह भी b है और यह आउटपुट है यह NAND गेट का CMOS रिप्रेजेंटेशन है 2 इनपुट वाला NAND गेट और अंत में जब आप इसे लेआउट में अनुवाद करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है आपके पास धातु की परतें दो धातु की परतें हो सकती हैं फिर आपके पास कुछ diffusion परतें हो सकती हैं फिर आपके पास कुछ पॉलीसिलिकॉन परतें हो सकती हैं जैसे यह और आउटपुट आप संभवतः कुछ कनेक्शन या संपर्क के माध्यम से यहां से ले सकते हैं तो यह एक CMOS NOT गेट का बहुत स्केच है अब यहाँ आप देखते हैं कि अंतिम लेआउट में विभिन्न आयताकार आकृतियाँ हैं और आयताकार के आकार धातु पर हो सकते हैं diffusion परत पर हो सकते हैं पॉलीसिलिकॉन परत पर हो सकते हैं और कुछ संपर्क कनेक्शन भी हैं यहाँ एक संपर्क है यहाँ एक संपर्क है यहाँ संपर्क है और इसी तरह तो अंतिम लेआउट में यह अनुक्रम या बड़ी संख्या में आयताकार आकृतियों के एक सेट के अलावा कुछ भी नहीं है यह है जब आप ट्रांजिस्टर लेआउट के बारे में बात करते हैं तो आप इस चरण में देख सकते हैं यह अंत में उन आयताकार आकृतियों के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए डिजाइन फ्लो में ये कदम मैंने पहले ही उनका उल्लेख किया है व्यवहारिक डिज़ाइन डेटा पाथ डिज़ाइन लॉजिक डिज़ाइन भौतिक डिज़ाइन और अंत में एक बार जब आपके पास वो आयताकार आकार होते हैं तो आप मास्क बना सकते हैं और आप चिप के निर्माण के लिए जा सकते हैं तो अब इसके अतिरिक्त आपके पास कुछ अन्य चरण भी हैं जिन्हें आप अक्सर पूरा करते हैं उदाहरण के लिए यह जाँचने के लिए कि क्या कुछ कदम या अनुवाद सही है आप आमतौर पर सिमुलेशन का उपयोग करते हैं सिमुलेशन को विभिन्न स्तरों जैसे लॉजिक लेवल स्विच लेवल या सर्किट लेवल पर किया जा सकता है डिज़ाइन की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए औपचारिक सत्यापन भी बहुत महत्वपूर्ण है और बेशक टेस्टबिलिटी एनालिसिस और टेस्ट पैटर्न जनरेशन भी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आपको निर्मित उपकरणों का परीक्षण करने की आवश्यकता है तो इसके साथ हम इस पहले व्याख्यान के अंत में आते हैं